सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आज हम दो अलग इक्विपमेंट्स पर कंसंट्रेट करेंगे पहला है फंक्शन जेनरेटर जो कि यहां पर है और दूसरा है ऑसीलोस्कोप जहां मेरा हाथ दो ऑसीलोस्कोपस पर रखा हुआ है ऑसीलोस्कोप के बारे में जानने से पहले हम फंक्शन जनरेटर क्या है यह जानेंगे और उसका रोल क्या है तो हम देख सकते हैं फंक्शन जनरेटर के मदद से हम विभिन्न तरीके के सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं सिग्नल जब हम बात करते हैं AC सिग्नल के बारे में तो वह जनरली साइन वेव होता है पर यदि मुझे स्क्वेयर वेव की जरूरत हो या फिर ट्रायंगुलर वेव की जरूरत हो तो वह मैं कैसे कर सकता हूं स्क्वेयर वेव और ट्रायंगल वेव के लिए मैं फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं यह फंक्शन जेनरेटर टेक्स्ट्रॉनिक्स कंपनी का है कौन से कंपनी का फंक्शन जनरेटर आप खरीदते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है इस वक्त हम परफॉर्मेंस के बारे में भी सोच नहीं रहे हैं परफॉर्मेंस बारे में हमें सोचना चाहिए लेकिन यह मॉड्यूल आपको परफॉर्मेंस एक्यूरेसी रेजोल्यूशन performance accuracy resolutionके बारे में बताने के लिए नहीं है यह मॉड्यूल है फंक्शन जनरेटर के बारे में बताने का और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैं अपने टीचिंग असिस्टेंट सीताराम जो मेरे साथ पिछले 2 मॉड्यूल से हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब को यह समझने में मदद करें जब मैं उन्हें पावर बटन प्रेस करने को कहूंगा तो वह प्रेस करेंगे तो मेरे लिए बोलना काफी आसान होगा और आपके लिए फंक्शन जनरेटर को समझना भी आसान होगा तो उसे ऑलरेडी 220 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया है तो यह पावर बटन है हम पावर बटन को कनेक्ट कर रहे हैं और आप डिस्प्ले देख पाओगे यह एक तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है तो जब भी वह स्टार्ट होता है तो वह उस कंपनी का नाम दिखाता है अब हमें क्या दिख रहा है अब जो हम देख रहे हैं वह काफी महत्वपूर्ण है तो ध्यान दीजिए सबसे पहला चीज जो हम देखते हैं वह साइन वेव है जी हां यह साइन वेव है यदि मुझे इस साइन वेव को कन्वर्ट करना हो या फिर स्क्वेयर वेव अप्लाई करना हो साइन वेव के बजाय तो वह हम कैसे कर सकते हैं साइन वेव स्क्वेयर वेव में कन्वर्ट हो रहा है जहां पर आपका ड्यूटी साइकिल जो कि हम कुछ समय बाद देखेंगे उसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम अलग है तो अब आप देख सकते हैं कि यह एक स्क्वेयर वेव है तो अभी हम देख सकते हैं कि वेव स्क्वेयर है अगला वाला रैंप है यदि मुझे रैंप देखना हो तो आप देख सकते हैं यह रैंप सिग्नल है यदि मुझे पल्स देखना हो तो यह पल्स सिग्नल है यदि मुझे कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल देखना है तो मैं आर्बिट्रेरी बटन प्रेस कर सकता हूं यदि मुझे नॉइस देखना हो तो मैं नॉइस बटन प्रेस कर सकता तो इस तरीके से हम विभिन्न तरीके के वेवफॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप साइन वेव स्क्वेयर वेव रैंप पल्स आर्बिट्रेरी सिग्नल या फिर नॉइस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सर्किट को इस फंक्शन जेनरेटर के द्वारा अब आप स्क्रीन में क्या देख सकते हैं अब मुझे आपको चैनलस के बारे में दिखाना है क्या आप यह चैनल को देख सकते हैं सीताराम क्या आप चैनल 1 को प्रेस कर सकते हैं तो यह चैनल 1 है अब आप दूसरा वाला प्रेस कर सकते हैं तो यह चैनल 2 है तो दो चैनलस है चैनल 1 और चैनल 2 और यह है दोनों चैनल साथ में तो या तो आप सिग्नल चैनल 1 से अप्लाई कर सकते हैं या फिर चैनल 2 से या फिर आप दोनों ही चैनल से सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं साथ में तो अब हम देख सकते हैं हम इसे फिर से प्रेस कर रहे हैं इसका यह मतलब कि हम फिर से चैनल 1 के तरफ जा सकते हैं जब हम मोड को स्विच ऑफ करते हैं जब हम चैनल 1 को स्विच करते हैं तो आप डिस्प्ले में चैनल 1 देख सकते हैं तो डिस्प्ले देख कर यह समझना काफी आसान है की चैनल 1 है काफी और चीजें हैं फंक्शन जनरेटर पर एक है ऑन ऑफ बटन चैनल 1 पर ऑन ऑफ बटन चैनल 2 पर तो जो भी चैनल हमें इस्तेमाल करना हो तो आप उसका पर्टिकुलर प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं अभी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्टज है आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो मैनुअल ट्रिगर के इस पुश से तो यह नॉबस है नॉब को चेंज करने से आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्टज है फिर 2 किलोहर्टज होगा और ऐसे ही चलते जाएगा चेंज करने पर तो आप देख सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं आप टाइम में होने वाला चेंज भी देख सकते हैं तो यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो आपको इस पर्टिकुलर y एक्सीस ध्यान देना है जहां पर 3333 माइक्रोसेकंड दिखा रहा है यदि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो वह चेंज होता है इसका यह मतलब है कि इस पॉइंट पर साइन वेव में आप कोई भी चेंज नहीं देख पाएंगे की उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है पर यदि आप टाइम को कांस्टेंट रखते हो तो आप साइन वेव में चेंज देख सकते हैं हम इन बटनस के द्वारा भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली व्हाट्सएप कह सकते हैं जैसे कि मुझे 800 मिली हर्टज यूज करना है तो मैं डायरेक्टली 800 प्रेस कर लूंगा और मुझे वह मिल जाएगा यदि मुझे 1 किलोहर्टज की जरूरत हो तो फिर मुझे 100 वाला ऑप्शन प्रेस करना होगा और मुझे मिल जाएगा तो काफी सारे ऑप्शन है इस स्क्रीन के इस साइड पर वाइट बटंस के तौर पर तो हर एक ऑप्शन सिग्नल को चेंज करने के लिए अब हम सबसे पहले वाला देखेंगे जो की फ्रीक्वेंसी और पीरियड का है तो जब मैं पहला बटन प्रेस करता हूं तो पहला फ्रीक्वेंसी है और दूसरा पीरियड है तो आप को पीरियड चेंज करना है जो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं मैनुअल ट्रिगर नॉब के मदद से उसी तरीके से यदि आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना हो तो आपको वाइट बटन प्रेस करना है जिससे आप वापस फ्रीक्वेंसी मोड़ पर आ जाएंगे और फिर आप उसे चेंज कर सकते अब हम दूसरे वाले के पास जाएंगे जो कि स्टार्ट फेस है यह क्या होता है हमने इनवर्टिंग एमप्लीफायर नॉन इनवर्टिंग एमप्लीफायर और ओसीलेटर में इनपुट फेस के बारे में देखा है कि वह क्या है आउटपुट फेस क्या है स्टार्ट फेस क्या है क्या वह 0 डिग्री है 90 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है सिग्नल का फेस आप चेंज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू देखकर जो आपको देना हो मान लो यदि हम फेस चेंज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस साइन वेव में फेस चेंज हो रहा है सिग्नल का फेस इस वक्त पर 15 डिग्री 16 डिग्री है और आपको वह चेंज दिख रहा है यदि आपको वापस रीसेट करना हो 0 पर तो आपको केवल 0 लिखकर एंटर प्रेस करना है और फिर वह 0 डिग्री पर चला जाता है इसे ऑपरेट करना काफी आसान है और वही मैं आपको दिखा रहा हूं यह काफी आसान है तो आप चिंता मत करना यदि आपको यह सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक्चुअली यह सिर्फ दिखता कॉम्प्लिकेटेड है पर इसका ऑपरेशन काफी सिंपल है यदि आप सब लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते होंगे यदि आप देखें कि लैपटॉप किस तरीके से ऑपरेट करता है या फिर लैपटॉप के अंदर कौन से सर्किट हैं या फिर कैसे इंटरनेट एक्जिस्टेंस पर आता है और किस तरीके से सिग्नल भेजा जाता है कैसे हम एक ईमेल भेजते हैं तो वह सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है पर चिंता ना करें क्योंकि आप काफी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं आप काफी आसानी से लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं हालाकी वह काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है पर फिर भी हम उसे ऑपरेट करते हैं तो कोई भी कॉन्प्लेक्स चीज को देखकर डरना नहीं है क्योंकि उसका ऑपरेशन काफी आसान होता है तो अगला वाइट बटन जो आपको दिख रहा है वह एंप्लीट्यूड का है जो भी वोल्टेज पीक टू पीक है उसे हम एंप्लीट्यूड कहते हैं अभी वह 1 वोल्ट पीक टू पीक है उसे आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट पर चेंज कर सकते हैं और जब वह चेंज करते हैं तो आप सिग्नल को y एक्सेस पर देख सकते हैं यदि आप माइनस 2 वोल्ट से 3 वोल्ट देखते हैं तो टोटल 5 वोल्ट है तो इस तरीके से हम एंप्लीट्यूड को चेंज कर सकते हैं तो एंप्लीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं आसानी से इस मैनुअल ट्रिगर के मदद से अगला वाइट बटन जो आप देख सकते हैं इससे आप एक ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअल ट्रिगर को चेंज करते हुए या फिर डिस्प्ले के इस्तेमाल से यदि आप फिर से देखें तो आपको क्लीयरली ऑफसेट चेंज दिखेगा तो पहले वह माइनस 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट पीक टु पीक था अब क्या है 0 से लेकर 5 वोल्ट है तो आप देख सकते हैं कि यह 5 वोल्ट है पर अब वह 0 से लेकर 5 वोल्ट तक है तो आप ऑफसेट चेंज कर सकते हैं तो यदि वह हाई लेवल पर हो तो उसे आप चेंज कर सकते हैं लो लेवल पर और यदि वापस चेंज करना हो तो वह भी कर सकते हैं तो अब वह 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक है याने की 2 वोल्ट पिक टु पिक है क्या आप अगले वाइट नॉब पर जा सकते हैं तो हमारे फंक्शन जेनरेटर में यह सारे फंक्शन हैं पर मेन पॉइंट यह है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि यह सिग्नल अपीयर हो रहा है या फिर हम सिग्नल को मेजर कैसे कर सकते हैं तो अब हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक साइन वेव दिख रहा है यदि हम स्क्वेयर वेव में चेंज करते हैं तो हमें सिग्नल स्क्वेयर वेव में चेंज होते हुए दिखता है पर यदि आपको मेजर करना हो तो आपको एक दूसरे एक्यूपमेंट का इस्तेमाल करना होगा तो पहली चीज है कि हमें फंक्शन जनरेटर को समझना होगा और हम इस फंक्शन जनरेटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसका डिस्प्ले किसी और इक्विपमेंट पर देख सकते हैं उसके लिए हमें इस फंक्शन जेनरेटर को एक दूसरे इक्विपमेंट जिसे हम ऑसीलोस्कोप कहते हैं उससे कनेक्ट करना होगा तो फंक्शन जेनरेटर को ऑसीलोस्कोप से कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत होगी तो आप इस कनेक्टर के मदद से फंक्शन जेनरेटर और ऑसीलोस्कोप को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं वोल्टेज के चेंज को देख सकते हैं सिग्नल को देख सकते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने पर तो यह आपका BNC कनेक्टर है इसे प्रोब भी कहते हैं यदि आप नहीं समझ पाए कि BNC कनेक्टर क्या है तो आप इससे मल्टीमीटर प्रोब या फिर फ्रिकवेंसी जेनरेटर प्रोब या फिर ऑसीलोस्कोप प्रोब भी कह सकते हैं पर यदि आपको यह टर्म्स पता हुए तो वह ज्यादा बेहतर होगा तो अभी हमें हमारे फंक्शन जेनरेटर को ऑसीलोस्कोप के साथ कनेक्ट करना होगा अब दो असीलोस्कोप है पहला यह वाला जो आपने काफी जगहों पर देखा होगा काफी सारे यूनिवर्सिटीज में या फिर काफी सारे इंस्टीटूट्स में अभी भी यह ऑसीलोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका CRO यानी कि कैथोड रे ऑसीलोस्कोप है यह आपका डिजिटल ऑसीलोस्कोप है जिसे हम DSO कहते हैं ऑसीलोस्कोप DSO टेक्स्ट्रॉनिक्स कंपनी का है यह पुराना वर्ज़न है और मुझे पर्सनली पसंद है जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएशन में था या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था जब मैं अपना PhD कर रहा था तब भी मैंने इसी ऑसीलोस्कोप का इस्तेमाल किया है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है इस विभिन्न तरीके के ऑसीलोस्कोप से पर इसका एडवांटेज यह है कि क्या आप यहां पर विड्थ देख सकते हैं तो अभी मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर ऑसीलोस्कोप का विड्थ शेयर करूंगा तो क्या आप देख सकते हैं यह काफी बड़ा है यह इतना बड़ा क्यों है इतना वजनदार क्यों है वह इसलिए क्योंकि हम इस असीलोस्कोप के अंदर CRT का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण वह काफी बल्कि हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम होता है तो मैं जानता नहीं हूं कि आप में से कितने लोगों ने ऑसीलोस्कोप को खोलकर देखा है यदि आप खोल कर देखेंगे तो आपको अंदर CRT दिखेगा जो की कैथोड रे ऑसीलोस्कोप है तो आपने टीवी भी देखा होगा पहले वह काफी वजनदार था क्योंकि उसके अंदर CRT था अब उसमें वैक्यूम है तो अगर मैं वैक्यूम के अंदर एक पिन डालता हूं तो क्या हो इस पर्टिकुलर ट्यूब में हवा अंदर जाएगा और जिसके वजह से एक ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि वैक्यूम जा चुका है और अंदर हवा आ गया हम कोई भी ब्लास्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है हमें केवल ऑसीलोस्कोप के बारे में समझना है तो यह थे कैथोड ऑसीलोस्कोप और डिजिटल ऑसीलोस्कोप अब यदि हमें इस फंक्शन जेनरेटर को इस डिजिटल ऑसीलोस्कोप से कनेक्ट करना हो तो वह कैसे ऑपरेट करेगा और फिर हम दोनों ऑसीलोस्कोपस को कंपेयर करेंगे यदि आपको इन इक्विपमेंट्स के बारे में पता हो तो वह काफी है हमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए या फिर काफी सारे सर्किट को टेस्ट करने के लिए तो एक बार आपको फंक्शन जेनरेटर के बारे में पता चल गया DC पावर सप्लाई के बारे में पता चल गया मल्टीमीटर के बारे में पता चल गया ऑसीलोस्कोप के बारे में पता चल गया तो वह काफी है आपको एक्सपेरिमेंट में काम करने के लिए अब मैं सीताराम से कहूंगा कि फंक्शन जेनरेटर और ऑसीलोस्कोप आपस में कनेक्ट करें तो वह क्या कर रहे हैं तो वह प्रोब को चैनल 1 से कनेक्ट कर रहे हैं और फिर उन्हें ऑसीलोस्कोप से कनेक्ट करना होगा और फिर वह ऑसीलोस्कोप को स्टार्ट करेंगे अगले मॉड्यूल में या फिर इसी मॉड्यूल में मैं आपको ऑसीलोस्कोप के फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा पर उसके पहले हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन जेनरेटर को ऑसीलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यह ऑसीलोस्कोप टेक्स्ट्रॉनिक्स कंपनी का है इसमें नीचे USB कनेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया गया है जिस का यह मतलब है कि आप सिग्नल को या फिर डेटा को USB ड्राइव में सेव कर सकते हैं हम सब ने ऑसीलोस्कोप का इस्तेमाल किया है तो उसमें x एक्सेस है y एक्सेस है और काफी सारे चैनल हैं चैनल 1 चैनल 2 है तो अब हम देखेंगे कि जब हम ऑसीलोस्कोप को कनेक्ट करते हैं तो किस तरीके के वेवफॉर्म को देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोब में इतना बड़ा एक चीज है अब वह इन दोनों प्रोबस को कनेक्ट कर रहे हैं इस छोटे वाले को इस छोटे वाले से कनेक्ट किया है तो छोटा वाला छोटे वाले के साथ जाता है और बड़ा वाला बड़े वाले के साथ जाता है जब हम कनेक्शन करते हैं तो अब हम देखते हैं कि यह सिस्टम में कैसे दिखता है तो आप स्क्वेयर वेव देख सकते हैं पोजिशनिंग करने के लिए एक फंक्शन है एक है वर्टिकल पोजिशनिंग और दूसरा है हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग तो आप देख सकते हैं की वर्टिकल पोजिशनिंग से हम वर्टिकली मुव कर सकते हैं और जब हमें होरिजेंटली मुंव करना है तो हम हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग का इस्तेमाल करेंगे वेवफॉर्म वर्टिकली मूव होता है जब हम वर्टिकल एक्सिस को मुंव करते हैं दोनों चैनल के लिए होरिजेंटल वाला ऑप्शन सेम है यानी कि एक ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वर्टिकल के लिए दो अलग चीजें हैं एक है चैनल 1 के लिए और है चैनल 2 के लिए अभी हमने चैनल 1 को कनेक्ट किया है तो यदि येलो चैनल 1 है तो ब्लू चैनल 2 है अब हम फंक्शन जेनरेटर में सिग्नल चेंज कर सकते हैं और फिर हम उस चेंज को असीलोस्कोप में देखेंगे तो यदि मैं स्क्वेयर वेव को साइन वेव में कन्वर्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हमें साइन वेव दिखेगा अब वह फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं जो कि लगभग 6666 हर्टज है तो क्या आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं तो अब वह 1 किलोहर्टज है तो आप देख सकते हैं कि अब 1 किलोहर्टज का फ्रीक्वेंसी है और इसे भी हम चेंज कर सकते हैं नॉब से तो जब आप नॉब को चेंज करते हैं तो आप को 1 किलोहर्टज फ्रीक्वेंसी दिखता है हम फिर से उसको वाइडन कर सकते हैं टाइम को बढ़ाकर या फिर कम करते हुए तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है और वही फ्रीक्वेंसी चेंज असीलोस्कोप में आप देख सकते हैं अब क्या आप उसे स्क्वेयर वेव में चेंज कर सकते हैं क्या आप फ्रीक्वेंसी में चेंज देख सकते हैं क्या आप उसे रैंप कर सकते हैं तो रैंप को आप साइन वेव में चेंज कर सकते हो आप स्क्वेयर वेव में चेंज कर सकते हो यह काफी आसान है तो आपको आर्बिट्री सिग्नल भी मिल सकता है पल्सेस भी मिल सकता है तो जो भी आपको यहां पर फंक्शन जेनरेटर में दिख रहा है वहीं सिमिलर चीज आप असीलोस्कोप में देख सकते हैं तो इस तरीके से हम ऑसीलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं हम सिग्नल को स्टॉप भी कर सकते हैं रन और स्टॉप बटन के द्वारा तो अब आप देख सकते हैं हमने सिग्नल को कैप्चर किया है यह सिग्नल जो हमने कैप्चर किया है उसे हम USB ड्राइव में सेव कर सकते हैं तो हम फंक्शन जनरेटर को असीलोस्कोप से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम हमारे डाटा को सेव कर सकते हैं USB में अब हम देखेंगे कि जो ऑसीलोस्कोप हम यहां देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है पहला है CRT वाला या फिर CRO है और दूसरा है डिजिटल ऑसीलोस्कोप तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यह हम देखें तो पहला वाला हम डिजिटल ऑ सीलोस्कोप लेंगे जो कि DSO है हम एक एक करके जाएंगे क्या आप रन को स्टॉप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो चैनलस जैसे हमने पहले डिस्कस किया था चैनल 1 पीला कलर में है चैनल 2 ब्लू कलर में है यह चैनल 1 और चैनल 2 वर्टिकल पोजीशन चेंज करने के लिए है तो अब वह चैनल 1 से कनेक्टेड है क्या आप वर्टिकर्ल पोजीशन चेंज कर सकते हैं यदि आप y एक्सेस पर देखें तो बहुत चेंज हो रहा है क्या आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से चैनल 2 के लिए भी है पर अभी चैनल 2 पर कोई सिग्नल नहीं है तो इसलिए हमें शायद कुछ नहीं दिखेगा पर ऑसीलोस्कोप को पहले शुरू करने के लिए उसे कंपनसेशन प्रोब से कनेक्ट करना होगा जब आप ऑसीलोस्कोप इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला चीज आपको प्रोब को कंपनसेट करना होगा इसका मतलब यह कि जब आपके पास प्रोब है तो आप प्रोब को सबसे पहले ऑसीलोस्कोप के प्रोब कंपनसेशन नॉब से कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रोब कंपनसेशन नॉब से और दूसरे वाले को ग्राउंड से कनेक्ट किया है और फिर उन्होंने ऑटो सेट किया है तो आप इसे प्रेस करते हैं और फिर प्रोब कंपनसेशन हो जाता है प्रोब को कंपनसेट करने के बाद ही आप को ऑसीलोस्कोप का इस्तेमाल करना चाहिए तो प्रोब कंपनसेशन करना एक अच्छी प्रेक्टिस है अब हम ऑसीलोस्कोप के फंक्शन के बारे में देखेंगे हमने वर्टिकल और होरिजेंटल पोजिशनिंग देख चुके हैं अब हम मैथ फंक्शन के बारे में देखेंगे यदि मुझ मैथ फंक्शन समझना हो जो कि M ऐसे दिया गया है तो यह मैथमेटिक्स फंक्शन क्या है क्या यह ऑपरेशन है क्या यह मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है या फिर सबट्रैक्शन है उदाहरण के तौर पर मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मुझे इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करना होगा तो मुझे दो अलग वोल्टेजेस अप्लाई करने होंगे अभी केवल एक ही दिया गया है तो यदि दो सिग्नल है तो मैं दोनों सिग्नल का इस्तेमाल कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और फिर मुझे वह फंक्शन मिलेगा उसी तरीके से मैं एडिशन सबट्रैक्शन भी कर सकती हूं अब हम वाइट नॉबस के बारे में देखेंगे ऊपरवाला नॉब डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या आप अगला वाला नॉब को यूज कर सकते हैं यह इसका ऑपरेशन है वह इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल वह मैथमेटिकल मोड में है तो इसका इस्तेमाल हम ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हैं अगला है चैनल 1 या चैनल 2 का पोजीशन अभी पोजीशन क्या है अभी पोजीशन 0 है तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं अगला वाला वर्टिकल स्केल है आप वर्टिकल स्केल नॉब के मदद से वर्टिकर्ल स्केल चेंज कर सकते हैं इस नॉब का काम सिग्नल को वेरी करना है क्या आप FFT का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यदि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम FFT सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे और हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसी तरीके से यदि आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है और आपको चेक करना है सिग्नल को रिफरेंस सिग्नल के रिस्पेक्ट में तब आप रिफरेंस टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं यह रेफरेंस RF है तो इसका बटन REF है तो यह ऑसीलोस्कोप के काफी सारे बटनस है अब दूसरी तरफ हमारे पास करसर है ऊपर की तरफ हमारे पास करसर है तो क्या हमें वह चाहिए या फिर हमें उसे ऑफ करना है वह एंप्लीट्यूड है या टाइम तो मान लो यदि मुझे एंप्लीट्यूड से कनेक्ट करना हो और यदि मैं एंप्लीट्यूड को प्रेस करती हूं तो मैं देखूंगी ऊपर वाले सिग्नल को एंप्लीट्यूड पर हमारा कर वेवर्फॉर्म के टॉप पर रहेगा और दूसरा वाला बॉटम पर होना चाहिए तो यदि मुझे दूसरा करसर चाहिए तो आप देख सकते हैं करसर 2 बॉटम पर है अब आप जानते हो कि आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं तो करसर 2 पर वोल्टेज क्या है करसर 1 पर वोल्टेज क्या है तो आप देख सकते हैं करसर 1 करसर 2 पर यह वोल्टेज है आप दोनों का डिफरेंस मेजर कर सकते हो तो यह करसर का यूज है तो आप चैनल 1 चैनल 2 देख सकते हैं अब मैथमेटिक्स फंक्शन FFT रेफरेंस फंक्शन रेफरेंस A रेफरेंस B चेंज कर सकते हैं तो डिजिटल ऑसीलोस्कोप के साथ बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है यह 70 मेगाहर्टज ऑसीलोस्कोप है उसके टॉप पर 70 मेगाहर्टज देख सकते हैं इसके अलावा सेव और रिकॉल सेम फंक्शन है जिस से हम सिग्नल को सेव कर सकते हैं और फिर बाद में उसे रिकॉल कर सकते हैं डिफॉल्ट सेटअप वह है जहां पर हम मैन्युफैक्चर ने जो दिया हुआ है उस डिफॉल्ट सेटअप को डिफॉल्ट फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आप इस डिजिटल ऑसीलोस्कोप को कंपेयर कर सकते हैं CRO के साथ यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या दिखता है तो यह आपका CRO है कैथोड रे ऑसीलोस्कोप इसमें आप सिमिलर फंक्शंस देख सकते हैं पर एक क्रूड तरीके से अब हम देखेंगे कौन से वह फंक्शन से पहला है इंटेंसिटी और फोकस क्योंकि हम डिजिटल ऑसीलोस्कोप में या तो LCD या LED का इस्तेमाल करते हैं यहां पर हम कैथोड राय ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं तो इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोकस को चेंज करना होगा तो क्या आप इंटेंसिटी चेंज करके बता सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी चेंज करने पर आपको चेंज नजर आता है आप सिग्नल फोकस का इंटेंसिटी देख सकते हैं यदि आप फोकस नॉब चेंज करते हैं तो आप सिग्नल को फोकस कर सकते हैं अब वह फोकस नहीं किया हुआ है तो आपको फोकस करना होगा सेंटर पॉइंट पर उसके बाद पोजीशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हम सिग्नल कोy एक्सेस में मुंव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल से हम सिग्नल को x एक्सेस में मुंव कर सकते हैं तो वर्टिकल में दो पोजीशन है पहला वाला पोजीशन चैनल 1 का है और दूसरा वाला पोजीशन चैनल 2 का है अब हम वोल्ट पर डिविजन चेंज करेंगे तो अब हम इस ऑसीलोस्कोप को दूसरा प्रोब कनेक्ट करेंगे यहां पर हम प्रोब का टेस्टिंग भी कर सकते हैं तो अब हम प्रोब को कनेक्ट कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं प्रोब कनेक्ट हो चुका है अब हमें प्रोब mको टेक्स्ट करना होगा तो वहां पर प्रोब एडजेस्ट है आपको केवल कनेक्ट करना है और दूसरा वाला ग्राउंड पर रहेगा तो इस तरीके से हम प्रोब को कनेक्ट कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है यह केवल इसलिए दिखाया है यह बताने के लिए कि ऑसीलोस्कोप में भी प्रोब टेस्ट करने का फंक्शन है तो जो पॉइंट में यहां पर कहना चाहता हूं की ऑसीलोस्कोप के काफी सारे फंक्शन होते हैं और इसके भी काफी सारे फंक्शन है पर कुछ चीजें जो इस ऑसीलोस्कोप में है वह इस वाले ऑसीलोस्कोप में नहीं है एक है कि आप सिग्नल आसानी से देख सकते डाटा सेव कर सकते हैं यहां पर आप डाटा सेव नहीं कर सकते हैं यह काफी पोर्टेबल आसान और लाइटवेट है जबकि यह लाइट वेट नहीं है पर फाइनल पॉइंट यह है कि ऑसीलोस्कोप के मदद से हम सिग्नल को मेजर कर सकते हैं हम सिग्नल को चेंज कर सकते हैं और सिग्नल को चेंज करते हुए उसे टाइम के या एंप्लीट्यूड के तौर पर मेजर कर सकते हैं हम पिक टु पिक वोल्टेज चेंज कर सकते हैं हम अलग तरीके के फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन मैच करने के लिए जो हम यहां पर कर सकते हैं पर उस पर नहीं कर सकते हैं तो काफी सारे फंक्शन है जो दोनों ऑसीलोस्कोप के मदद से कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ऑसीलोस्कोप सीखना होगा यदि आपके पास यह वाला ऑसीलोस्कोप तो भी चलेगा जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट यह है कि यदि आपको फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल करना है और आपको सिग्नल मेजर करना है तो आप को ऑसीलोस्कोप को इक्विपमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना होगा पिछले तीन मॉड्यूल से यदि मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो हमने डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था फिर हमने ब्रेडबोर्ड देखा फिर हमने किस तरीके से ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं वह देखा फिर हमने मल्टीमीटर देखा फिर हमने मल्टीमीटर को काफी सारे कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट किया फिर हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी मेजर किया वेरिएबल AC या वेरीएक देखा AC वोल्टेज मेजर किया DC वोल्टेज मेजर किया DC पावर सप्लाई क्या है यह समझा एक पुराना वर्जन था और एक नया वर्शन था नए वर्जन में प्लस माइनस 15 वोल्ट था जिसमें हम वोल्टेज और करंट को चेंज कर पा रहे थे और मैंने कहा था कि यदि हमें करंट का वैल्यू पता ना हो तो हम उसे हमेशा मैक्सिमम में रखना चाहिए फिर पॉजिटिव वोल्टेज था ग्राउंड था फिर हमने फंक्शन जेनरेटरदेखा जो कि यहां पर है उसका रोल देखा फिर किस तरीके के सिग्नल को वह जनरेट कर सकता है उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में हमने ऑसीलोस्कोप के बारे में देखा ऑसीलोस्कोप दो तरीके के होते हैं एक है डिजिटल ऑसीलोस्कोप और दूसरा है CRO CRO CRT पर बेस्ड है यह वाला LCD या LED पर इसमें काफी सारे फंक्शन है थोड़ा सा इससे बेटर वर्शन है पर हम दोनों ही ऑसीलोस्कोप को लैबोरेट्री में इस्तेमाल करते हैं और यह मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सा ऑसीलोस्कोप केवल यही इंपॉर्टेंट है कि आप को ऑसीलोस्कोप को ऑपरेट करते आना चाहिए आगे वाले लेक्चर सीरीज में हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखेंगे काफी सारे पैरामीटर जो हमने पहले सीखे हैं फिर चाहे वह ऑपरेशनल एमप्लीफायर इनवर्टिंग एमप्लीफायर या नॉन इनवर्टिंग एमप्लीफायर के तौर पर या फिर ऑपरेशनल एमप्लीफायर फिल्टर के तौर पर या फिर ओसीलेटर के तौर पर और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एमप्लीफायरऔर ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे पर पॉइंट यह है कि जब तक हम सर्किट के साथ इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट्स को नहीं जान लेते एक्सपेरिमेंट पर काम करना यूज़ लेस है मैं आपको एनालॉग सर्किट के बारे में काफी कुछ बता सकता हूं उसका यूज़ क्या है उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके के रूप में जरूरत पड़ती है सिग्नल को मेजर करने के लिए किस तरीके की जरूरत पड़ती है बायस वोल्टेज अप्लाई करने के लिए मल्टीमीटर को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीमीटर के अंतर्गत क्या फंक्शन है यह सब चीजें काफी बेसिक लग रही होंगी लेकिन यदि हम इस चीजों का एक रिकाप करें तो वह हमें काफी मदद करेगा इस मैं काफी सारे बेसिक चीजों को बताते रहता हूं उसी के साथ हम काफी सारे एडवांसड चीजें भी देखेंगे उदाहरण के तौर पर आप इंडिकेटर सर्किट को कैसे फैब्रिकेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा था कि यह काफी मुश्किल है यह जानना कि IC के अंदर क्या है मैंने आपका पहला लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था IC के अंदर क्या है पर यदि मैं आपसे पूछूं कि हम किस तरीके IC को फैब्रिकेट कर सकते हैं तो क्योंकि हम काफी सारे लेक्चरर्स में देखते हुए आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से MOSFET को फैब्रिकेट करते हैं तो यदि मैं आपसे पूछूं की क्या आप MOSFET को फैब्रिकेट कर सकते हैं उसके लिए प्रोसेस फ्लो क्या होगा तो मुझे पता है काफी सारे लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे पर केवल यही पॉइंट मैं कहना चाहता हूं किस सिर्फ थिअरी नहीं पढ़ना है बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो भी हम थिअरी में सीखते हैं उसको किसी तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए अब कुछ लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर और MOSFET को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सारे कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में समझ चुके हो और जैसे मैंने कहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ सेट ऑफ कंपनीज के ही इस्तेमाल करना चाहिए एक्यूरेसी रेजोल्यूशन पिक्चर में तब आते हैं जब हम इक्विपमेंट अलग कंपनी से लेते हैं हमें डेटाशीट समझना चाहिए और किस तरीके से हम इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं वो डेटाशीट में ऑलरेडी दिया गया है तो मैं आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ माड्यूल्स में आपको काफी अच्छी तरीके से इक्विपमेंट्स के बारे में समझ में आया है तो मैं आपसे मिलूंगा अगले क्लास में और हम देखेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो मैं चाहता हूं कि आप सीखे और हम उन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पैरामीटर्स को मेजर कर सखते हैं तो मैं आपसे मिलूंगा अगले क्लास में ध्यान रखिए धन्यवाद